पिछली कक्षा में हम Z पैरामीटर के बारे में चर्चा कर रहे थे जिन्हें इम्पीडेन्स पैरामीटर भी कहा जाता है इस कक्षा में हम एडमिटेंस पैरामीटर के बारे में बात करेंगे जिन्हें वाई पैरामीटर भी कहा जाता है आइए हम एडमिटेंस संबंधी पैरामीटर के बारे में अपनी चर्चा शुरू करें मूल रूप से इस मामले में टू पोर्ट नेटवर्क भी वोल्टेज चालित या करंट चालित हो सकते हैं इसलिए आप इस स्लाइड में दिखाए गए आंकड़े को देख सकते हैं कि आप दोनों पोर्ट नेटवर्क के दोनों तरफ वोल्टेज लगा सकते हैं या आप नेटवर्क के दोनों ओर करंट सोर्स को लागू कर सकते हैं अब इस मामले में हमें क्या करना चाहिए हमें टर्मिनल करंट के एडमिटेंस पैरामीटर का निर्धारण करना चाहिए और जब आप एडमिटेंस पैरामीटर निर्धारित करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे आप टर्मिनल करंट को परिभाषित करेंगे या टर्मिनल वोल्टेज के संदर्भ में आप टर्मिनल करंट को व्यक्त करेंगे इसलिए यदि आप इम्पीडेन्स पैरामीटर के साथ तुलना करते हैं तो हम टर्मिनल करंट को टर्मिनल वोल्टेज के संदर्भ में व्यक्त कर रहे थे यहां हम टर्मिनल वोल्टेज के संदर्भ में टर्मिनल करंट को व्यक्त कर रहे हैं जब हम टर्मिनल वोल्टेज के संदर्भ में टर्मिनल करंट को व्यक्त करते हैं तो आपको टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट के बीच संबंध मिल जाएगा अब ये वैल्यू जो आपने अभी अभी एक्सप्रेशन में जोड़े हैं जब आप उन्हें मैट्रिक्स रूप में संकलित करते हैं तो यह करंट वेक्टर बन जाएगा इन स्थिर पदों के मैट्रिक्स के अलावा कुछ नहीं है अब इस शब्द को Y नामक प्रतीकात्मक रूप में दर्शाया जा सकता है और इसे y पैरामीटर या एडमिटेंस पैरामीटर के रूप में जाना जाता है जब आप टर्मिनल वोल्टेज का उपयोग करके टर्मिनल करंट से संबंधित होते हैं तो गुणन कारक जो आप वोल्टेज के करंट लक्षणों को व्यक्त करने के लिए उपयोग करेंगे आपको एडमिटेंस पैरामीटर देगा अब इन एडमिटेंस पैरामीटर को सीमेंस में व्यक्त किया जाता है आप इसे म्हो में भी व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि ये इम्पीडेन्स के विपरीत हैं अब इस पैरामीटर के वैल्यू का मूल्यांकन इनपुट पोर्ट पर सेट करके किया जा सकता है इसका मतलब है कि आपके पास इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट होगा या दूसरे छोर पर आप का मान डालेंगे अर्थात आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट है तो चूंकि y पैरामीटर इनपुट या आउटपुट पोर्ट्स को शॉर्ट सर्किट करके प्राप्त किया जाता है यही कारण है कि उन्हें शॉर्ट सर्किट एडमिट पैरामीटर भी कहा जाता है अब आइए हम व्यक्तिगत रूप से इन एडमिटेंस मानकों के वैल्यू का पता लगाने का प्रयास करें तो यदि आप पहले सेट करते हैं तो इसका मतलब है कि आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट है आप का मान इन दो समीकरणों में डालेंगे इसलिए आपको मिलेगा अब दूसरे मामले में आप अब डालते हैं 0 का मतलब है इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट है इसलिए उस स्थिति में आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा इसलिए यदि आप एक्सप्रेशन देखते हैं यदि आप सेट करते हैं तो आपको मिलेगा आम तौर पर शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस पोर्ट 2 से पोर्ट 1 तक शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंस पोर्ट 1 से पोर्ट 2 तक शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंस शॉर्ट सर्किट आउटपुट एडमिटेंस इसलिए जब आप पोर्ट 1 पर करंट सोर्स को कनेक्ट करते हैं और पोर्ट 2 को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो आपको तीन मात्राओं का मान मिलेगा जो और है और इनका उपयोग करके आप और का मान ज्ञात कर सकते हैं अब दूसरे मामले में आप क्या करेंगे आप करंट सोर्स I2 को दूसरे पोर्ट से जोड़ेंगे और आप पहले पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करेंगे उस स्थिति में आपका इसलिए आपके द्वारा प्राप्त की जाने वाली शेष राशियां और हैं और इन तीन राशियों का उपयोग करके आपको और का वैल्यू पता चलेगा तो अब आप y पैरामीटर की गणना से संबंधित अब तक हमारी चर्चा को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं इसलिए आप इन दो आंकड़ों में हमारी चर्चा को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं इसलिए यदि आप इस आंकड़े को देखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं हम करंट को इनपुट पोर्ट पर लागू कर रहे हैं और आउटपुट पोर्ट शार्ट सर्किट है जब आपके पास यह परिदृश्य होगा तो आपको और का मान मिलेगा इनपुट पोर्ट पर वोल्टेज द्वारा विभाजित आउटपुट पोर्ट पर करंट का उपयोग करना इसी तरह यदि आप आउटपुट पोर्ट पर करंट सोर्स और शॉर्ट सर्किट को इनपुट पोर्ट से जोड़ते हैं तो तो आपको मान मिलेंगे ये दो आंकड़े संक्षेप में बताएंगे कि आप एडमिट पैरामीटर के वैल्यू का पता कैसे लगाएंगे अब जब टू पोर्ट नेटवर्क लीनियर है और इसके कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं हैं तो ट्रांसफर एडमिटेंस के बराबर होगा और फिर यदि यह शर्त है तो आप कह सकते हैं कि टू पोर्ट रेसिप्रोकल है तो यह उसी तरह है जैसा हमने Z पैरामीटर गणना के मामले में चर्चा की थी जहां और यह लीनियर था और यदि यह कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं था तो सर्किट रेसिप्रोकल था तो आप z के साथ साथ y पैरामीटर के संबंध में टू पोर्ट नेटवर्क की रेसिप्रोकलता को सहसंबंधित कर सकते हैं अब यहां भी आप उसी तरह से परिदृश्य को साबित कर सकते हैं जैसे हमने z पैरामीटर के मामले में समझाया था कैसे आइए हम इन दो आंकड़ों को देखें अब पहले मामले में हम क्या कर रहे हैं हम वोल्टेज को इनपुट पोर्ट पर लागू कर रहे हैं और करंट के वैल्यू का पता लगा रहे हैं जो उत्सर्जक की मदद से आउटपुट पोर्ट के अंदर बह रहा है अब यदि आप देखते हैं कि यह विशेष रूप से टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब है कि यदि आप वोल्टेज सोर्स और उत्सर्जक के स्थानों का आदान प्रदान करते हैं तो जो मात्रा I और V है वह बदलने वाली नहीं है यदि यह स्थिति है तो हम कहेंगे कि सर्किट रेसिप्रोकल है अब रेसिप्रोकल नेटवर्क के मामले में क्या होगा यदि नेटवर्क रेसिप्रोकल है तो हम इसके पाई समकक्ष मॉडल के साथ सर्किट का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं यदि आप पाई सर्किट के बाएं लेग को देखते हैं तो बाएं पैर के एडमिटेंस का वैल्यू होगा जबकि दाएं पैर के एडमिटेंस का वैल्यू है अब यहाँ के बाद से आप या दोनों का उपयोग कर सकते हैं दोनों सही होंगे और फिर इन दोनों लेग को जोड़ने वाली शाखा को के बराबर एडमिटेंस होगा इसलिए यदि आपके पास एक रेसिप्रोकल नेटवर्क है तो उस नेटवर्क को पाई समकक्ष सर्किट की सहायता से समान रूप से दर्शाया जा सकता है अब सामान्य रूप से यदि नेटवर्क रेसिप्रोकल नहीं है और आप सर्किट का प्रतिनिधित्व समकक्ष नेटवर्क के रूप में करना चाहते हैं तो आप निम्न आकृति का उपयोग कर सकते हैं इसलिए यदि आप सर्किट के बाईं ओर किरचॉफ के करंट लॉ का उपयोग करते हैं तो आप का मान देखते हैं इसलिए होगा चूंकि को में लागू किया गया है यह बन जाएगा इसी तरह करंट का वैल्यू यदि आप इस आंकड़े से देखते हैं तो इस पैर से बहने वाली करंट का मान होगा इसलिए यदि आप इन दो समीकरणों को देखते हैं तो ये समीकरण और कुछ नहीं बल्कि वे समीकरण हैं जिनकी चर्चा हमने अपनी पिछली स्लाइड में की थी तो हम कह सकते हैं कि इस विशेष समतुल्य नेटवर्क की सहायता से हम किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जैसा कि इस विशेष चित्र में दिखाया गया है इसलिए किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क को एक समकक्ष नेटवर्क के रूप में दर्शाया जा सकता है जिसे एक समान नेटवर्क के रूप में दिखाया गया है अब हम इस अवधारणा को कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं ताकि आप इस अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझ सकें आइए एक उदाहरण देखें जहां हमें नीचे दिए गए सर्किट के y पैरामीटर का पता लगाना है तो पहले हम क्या करेंगे हम उन समीकरणों का उपयोग करेंगे जो y पैरामीटर हैं जिन्हें हमने अभी देखा है इन दो इन दो समीकरणों का मतलब है इसलिए हम इन दो समीकरणों का उपयोग करेंगे और इस सर्किट के y पैरामीटर का पता लगाने का प्रयास करेंगे अब पहले हमें क्या करना है हम और के वैल्यू का निर्धारण करेंगे इसलिए जब आपसे और का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम इनपुट पोर्ट में एक करंट सोर्स को कनेक्ट करेंगे और हम आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट कर देंगे ताकि सर्किट जैसा दिखाया जाएगा आंकड़ा अब यदि आप इस विशेष आकृति को देखते हैं तो 8 ओम रेजिस्टेंस अब शार्ट सर्किट होगा क्योंकि यह आउटपुट पोर्ट के टर्मिनलों से जुड़ा होता है इसलिए करंट 2 ओम रेजिस्टेंस से प्रवाहित होगा अब चूंकि यह शार्ट सर्किट है और करंट प्रवाह पोर्ट के रूप में हमारे पास है इन दो रेजिस्टेंस को समानांतर में देखेंगे तो वोल्टेज का मान क्या होगा अब जब से आपको के संदर्भ में का मान मिला है अब अगला आप करंट डिवीज़न का उपयोग करेंगे और और के बीच संबंध का पता लगाएंगे इसलिए यदि आप इस विशेष आंकड़े को देखते हैं तो आपको के संदर्भ में 2 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से करंट प्रवाह की कीमत का पता लगाना होगा करंट डिवीज़न की सहायता से का घटक जो 2 ओम रेजिस्टेंस से बह रहा है करंट के वैल्यू के बराबर होगा क्योंकि दोनों विपरीत दिशाओं में होंगे तो आप क्या लिख सकते हैं अब आप जानते हैं कि हमने के संदर्भ में के मान की गणना की है और के संदर्भ में हमने के वैल्यू की भी गणना की है हम मान ज्ञात कर सकते हैं अब अगला काम और के वैल्यू का पता लगाना है इस मामले में हम क्या करेंगे हम आउटपुट पोर्ट पर एक करंट सोर्स कनेक्ट करेंगे और हम इनपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो आपका आंकड़ा ऐसा दिखाई देगा जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है जहां इनपुट पोर्ट कम है उस स्थिति में आपका 0 हो जाएगा और आउटपुट पोर्ट से जुड़ा है अब इस मामले में फिर से 4 ओम रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट होगा क्योंकि आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट होने के कारण यह शार्ट सर्किट होगा तो अब अब अगली बार आपको करंट डिवीज़न का उपयोग करना होगा ताकि आप के संदर्भ में करंट का मान पा सकें तो यदि आप देखते हैं कि यह इस विशेष रेजिस्टेंस में बहेगा जो 2 ओम रेजिस्टेंस है लेकिन का एक घटक भी इसके माध्यम से बह रहा होगा आप कह सकते हैं कि 2 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से बहने वाले का घटक है इसका उपयोग करके आप बस करंट डिवीज़न का उपयोग कर सकते हैं और के संदर्भ में के वैल्यू का पता लगा सकते हैं तो आप कह सकते हैं अब यदि आप y पैरामीटर को संकलित करते हैं जो आपने अभी गणना की है तो y मैट्रिक्स को दिखाया जाएगा अब यदि आप इस मैट्रिक्स को देखते हैं तो आप आसानी से कह सकते हैं कि के बराबर है अब चूंकि हमारे पास सर्किट में कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्किट रेसिप्रोकल है तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं हम सीधे पैरामीटर को खोजने के लिए पाई समकक्ष सर्किट का उपयोग कर सकते हैं इसलिए यदि आप दिए गए सर्किट की तुलना समकक्ष के साथ करते हैं तो सर्किट के बराबर pi जो आप अब समझ सकते हैं कि का मान है अब अगला हमें अब यदि आप यहाँ का मान रखते हैं तो आपको का मान 075 सीमेंस होगा अब अगला यदि आप दाएं बाएं देखते हैं तो तो सर्किट पीआई समतुल्य का उपयोग करके भी आप y पैरामीटर का मान पा सकते हैं जैसा कि हमने समीकरणों का उपयोग करते हुए y पैरामीटर का पता लगाने के मामले में देखा था इस प्रकार यदि आप जानते हैं कि सर्किट y पैरामीटर समीकरणों के विवरण में जाए बिना और फिर y पैरामीटर के वैल्यू का पता लगाने के बिना रेसिप्रोकल है आप सीधे pi समकक्ष सर्किट का उपयोग कर सकते हैं और वाई पैरामीटर के वैल्यू का पता लगा सकते हैं अब अगला हम एक और उदाहरण देखते हैं यहां सर्किट में एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है इसलिए हम y पैरामीटर का पता लगाने के लिए पैरामीटर समीकरणों का उपयोग करेंगे और हम यह उचित ठहराएंगे कि जब आपके पास डिपेंडेंट सोर्स होगा तो सर्किट रेसिप्रोकल नहीं होगा हम फिर से उसी प्रक्रिया को लागू करेंगे जो हमने पिछले उदाहरण में किया था हम पहले करंट सोर्स को लागू करेंगे जो कि इनपुट पोर्ट पर है और हम आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करेंगे जो कि टू पोर्ट नेटवर्क का राइट साइड पोर्ट है और हम एडमिटेंस पैरामीटर के वैल्यू का पता लगाएगा इसलिए जब आपके पास इस तरह की सर्किट व्यवस्था होगी तो आप और के मान प्राप्त कर सकेंगे अब यदि आप इस सर्किट को देखते हैं तो मान लें कि इस नोड पर वोल्टेज है तो हम क्या करेंगे हम इस नोड पर केसीएल लागू करेंगे और समीकरण को हल करने का प्रयास करेंगे इसलिए यदि आप इस नोड पर केसीएल लागू करते हैं तो आप देखेंगे कि 8 ओम रेजिस्टेंस में बहने वाला होगा तो यह चल रहा है यह नोड के अंदर जाने वाला करंट है अन्य लोग बाहर जा रहे हैं नोड के बाहर आ रहे हैं इसलिए सभी 4 करंट का योग इस नोड पर 0 होगा तो उस KCL प्रमेय का उपयोग करते हुए हम उस विशेष लॉ का उपयोग करेंगे जिसका हम समीकरण का उपयोग कर सकते हैं और के मान ज्ञात कर सकते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते है अब यदि आप सरलीकरण करते हैं तो आपको अब का वैल्यू मिलेगा आइए हम एक और बात देखते हैं जब आप कह रहे हैं कि करंट में 8 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से बहने वाला वोल्टेज है क्योंकि आप इनपुट पोर्ट पर करंट सोर्स को जोड़ रहे हैं इसलिए जब आप को जोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि 8 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से प्रवाहित होने वाला मान होगा लेकिन साथ ही आप यह भी कह सकते हैं कि करंट का मान आप के मान को पिछले समीकरण में डाल सकते हैं और सरल कर सकते हैं जब आप बस के संदर्भ में का मान प्राप्त करेंगे सरलीकरण के बाद आप कह सकते हैं तो यह आपको मिल गया है अब आप उपरोक्त समीकरण में का मान डाल सकते हैं ताकि आप भी प्राप्त कर सकें अब आप जानते हैं कि अब अगला कार्य यह है कि आपको का मान ज्ञात करना है इसलिए यदि आप दूसरे नोड को देखते हैं जो आप इस नोड पर केसीएल लागू करते हैं तो आपको क्या मिलेगा या इसलिये तो आपको इस सर्किट से और मिला अब अगला कार्य यह है कि हम आउटपुट पोर्ट और शॉर्ट सर्किट इनपुट पोर्ट में को एक करंट सोर्स के रूप में जोड़ देंगे इसलिए जब हम यह करेंगे कि हमें शेष Y पैरामीटर के मान फिर से मिलेंगे जो कि और हैं अब यदि आप देखते हैं यदि आप नोड 1 पर केसीएल लागू करते हैं तो आप प्राप्त करते हैं आप का मान रख सकते हैं और जब आप सरलीकरण करेंगे इसलिये अब नोड 2 पर आप केसीएल लागू करेंगे इसलिए सभी करंट का योग 0 है इसलिये अब इस मामले में यदि आप देखते हैं तो के बराबर नहीं है क्योंकि को आपने 005 सीमेंस के पॉइंट के रूप में घटाया है जबकि को 025 सीमेंस है इसलिए आप कह सकते हैं कि यह विशेष सर्किट रेसिप्रोकल नहीं है इसलिए इसके साथ हम अपने आज के सत्र को बंद कर सकते हैं जिसमें हमने एडमिटेंस पैरामीटर के बारे में चर्चा की है धन्यवाद